तो आपने अब तक पिछले तीन व्याख्यानों में देखा है कि हमने क्वांटम यांत्रिकी के लिए हाइजेनबर्ग के दृष्टिकोण पर चर्चा की है हालांकि हम कह रहे हैं कि उन्होंने इन राशियों को उस समय के मैट्रिक्स के terms पदों में लिखा था जब उन्होंने इसे किया था उन्हें नहीं पता था कि वे मैट्रिक्स के साथ काम कर रहे थे वास्तव में उन्होंने भौतिकी द्वारा निर्धारित तरीके से मैट्रिक्स गुणन नियमों को फिर से खोजा हाइजेनबर्ग के पेपर को पढ़ने पर Born बोर्न ने महसूस किया कि हाइजेनबर्ग जिन राशियों और बीजगणित के बारे में बात कर रहे थे वे वास्तव में मैट्रिक्स बीजगणित की बात कर रहे थे भाषा मैट्रिक्स बीजगणित की थी और सब कुछ मैट्रिक्स से deal संबद्ध किया गया था इसलिए उसने Born ने विकसित करने की कोशिश की और वास्तव में हाइजेनबर्ग के क्वांटम यांत्रिकी के मैट्रिक्स संस्करण को विकसित करने में सफल हो गया और इस पर पहला पेपर जॉर्डन और बोर्न द्वारा लिखा गया था और बाद में जॉर्डन बोर्न और हाइजेनबर्ग द्वारा पूरी तरह से विकसित किया गया था इस व्याख्यान में मैं आपको जो कुछ देने जा रहा हूँ वह क्वांटम यांत्रिकी करने की इस पद्धति का एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय है यह एक हार्मोनिक आसलैटर जैसे बहुत ही सरल निकाय के अलावा अन्य निकायों पर लागू करने में काफी जटिल हो जाता है और इसलिए श्रोडिंगर Schrödinger द्वारा तरंग यांत्रिकी के आने के बाद क्वांटम यांत्रिकी ने वास्तव में एक गणना उपकरण के रूप में लोकप्रियता हासिल की जिसे अगले सप्ताह में कवर किया जाएगा लेकिन आपको एक संक्षिप्त परिचय देने के लिए और यह क्या नियत करता है यह उन संबंधों के लिए क्या tone टोन set सेट करता है जो तरंग यांत्रिकी में भी व्युत्पन्न होते हैं अत ऐसा करना आवश्यक है तो बॉर्न और हाइजेनबर्ग जॉर्डन उन्होंने एक साथ यह विचार किया था कि x संख्याओं Cnn और nn के संग्रह द्वारा दिया गया था और इसकी समय निर्भरता समय निर्भरता गुणांक einn t द्वारा दी गई थी और इसलिए संगत वेग inn Cnn einn t हो गया और इसलिए वेग के लिए गुणांक inn Cnn और nn थे निश्चित रूप से इसे निकाय की संक्रमण आवृत्ति के समान होना चाहिए इनका उपयोग करते हुए बोर्न ने बहुत साफ सुथरे तरीके से quantum condition क्वांटम प्रतिबन्ध शर्त को लिखा और हम सबसे पहले यही करने जा रहे हैं तो मेट्रिसेस के terms पदों में quantum condition क्वांटम प्रतिबन्ध शर्त के लिए Born's expression बॉर्न व्यंजक वास्तव में वह condition शर्त जो उसने प्राप्त की थी तो बुनियादी बात यह है कि यह उनकी समाधि पर भी उकेरा गया है और forum पर शायद मैं आपको उस समाधि की एक तस्वीर भेजूंगा इसलिए हम कहते हैं कि हाइजेनबर्ग ने जो condition शर्त लिखी थी वह थी

2h आइए इसे slightly थोड़ा सा पुनः लिखें तो यह 2πm बन जाता है मैं इसे p और x या p और q के terms पदों में लिखना चाहता हूँ जहां q generalized coordinate सामान्यीकृत निर्देशांक है तो यह हो जाता है कि मैं इसे innCnn से गुणा करके लिखने जा रहा हूँ और दूसरा complex conjugate सम्मिश्र संयुग्मी होने वाला है तो मुझे वैसे भी पहले complex conjugate सम्मिश्र संयुग्मी के terms पदों में लिखें n inn Cnn Cnn ih मुझे 2 को दूसरी तरफ ले जाने दें और m लिखें याद करें कि innCnn और कुछ नहीं बल्कि vnn है और दूसरा Cn n है इसलिए मैं एक Cnn माइनस same thing वही चीज लिखने जा रहा हूँ मुझे vnn Cnn मिलता है im×v के जो और कुछ नहीं बल्कि एक संवेग है और इसलिए मैं इसे pnn xnn pnn xn ni के रूप में लिख सकता हूँ मुझे संख्याओं को reshuffle अदल बदल करने दें और इसे इस रूप में लिखें xnnpnn pnn xn ni याद करें कि मैं कर रहा हूँ तो यह दर्शाता है कि यह सम्पूर्ण राशि मैट्रिक्स गुणन नियम द्वारा और कुछ नहीं बल्कि xpnn है और इसी तरह दूसरी राशि pxnn को दर्शाती represent करती है इसलिए जब मैं इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखता हूँ तो मुझे मिलता है xp pxnni या पुनः जिस तरीके से बोहर ने लिखा था px xpnni या h2πi इसे सामान्यीकृत करें पिछले व्याख्यानों से याद करें कि यदि मैं x को सामान्यीकृत निर्देशांक q और संगत सामान्यीकृत संवेग p से replace प्रतिस्थापित करता हूँ तो मैंने आपको बताया है कि p dEdq है तो हमें pq qpnni condition शर्त मिलती है अत का diagonal element विकर्ण अवयव i है एक constant अचर है off diagonal elements के बारे में क्या मैं आपको उत्तर देता हूँ off diagonal elements तो हम इसे q0 के रूप में उचित ठहराएंगे इसका अर्थ है यदि off diagonal elements 0 हैं अर्थात यह मैट्रिक्स एक constant अचर है और इसका क्या अर्थ है कि क्या मैं quantum condition क्वांटम शर्त को h2πiI के रूप में लिख सकता हूँ क्योंकि identity matrix तत्समक आव्यूह की सभी off diagonal limits 0 हैं मैं इसे एक assumption धारणा के रूप में सोच सकता हूँ या यदि मैं px xp को देखता हूँ और इसका ddt लेता हूँ तो यह ddt होगा जो xxmx2 mx2 mxx के बराबर है ये 2 पद cancel रद्द हो जातें हैं और मुझे यह mxx mxx के बराबर मिलता है बाईं ओर ध्यान दें कि मैं order क्रम लिखने में बहुत सावधानी बरत रहा हूँ और यह और कुछ नहीं बल्कि fx xf है यदि बल केवल x पर निर्भर करता है x गुणा x x गुणा x के समान है इसलिए यह 0 होना चाहिए और इसका तात्पर्य है कि px xp मैट्रिक्स एक constant matrix अचर मैट्रिक्स है और वह मुझे तत्काल pq qp के off diagonal elements देता है मैं q को 0 लिखने की liberty स्वतंत्रता ले रहा हूँ और यह इस condition शर्त की ओर ले जाता है यह वह समीकरण है जो Max Born मैक्स बॉर्न की समाधि पर लिखा है तो इस तरह के मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त की गई quantum condition क्वांटम शर्त के लिए ये पहला समीकरण था quantum condition क्वांटम शर्त का एक परिणाम है कि iI है यह है कि p या q या कोई अन्य चर को represent प्रदर्शित करने वाले सभी मैट्रिक्स infinite dimension matrix अनंत आयामी मैट्रिक्स हैं और यह महसूस करके देखा जाता है कि यदि मैं quantum condition क्वांटम शर्त के 2 पक्षों का trace ट्रेस लेता हूँ जिसका अर्थ है कि मैं सभी विकर्ण तत्वों पर योग करता हूँ तो इस तरह के product गुणन के लिए इसे 0 माना जाता है क्योंकि trace अनुरेख मैट्रिक्स के गुणन के क्रम पर निर्भर नहीं करता है दूसरी ओर यदि मैं दायीं ओर i को देखता हूँ और इसका trace ट्रेस लेता हूँ जो कि in1 होगा अनंत हो जाएगा तो left hand side 0 है right hand side अनंत है और यह किसी भी finite matrix परिमित मैट्रिक्स के लिए सही है तो left hand side 0 है और right hand side अनंत है और यह तब तक सत्य नहीं हो सकता जब तक कि p और q infinite dimensional अनंत आयामी न हों क्योंकि परिणाम जो कि trace ट्रेस क्रम पर निर्भर नहीं करता है वह finite matrix परिमित मैट्रिक्स के लिए सही है न कि infinite matrices अनंत मैट्रिक्स के लिए तो आवश्यक रूप से क्वांटम यांत्रिकी में मैट्रिक्स द्वारा represent प्रदर्शित की जाने वाली सभी quantities राशियां एक अनंत आयामी मैट्रिक्स हैं नंबर 2 गति के समीकरण को भी matrices आव्यूहों के रूप में लिखा जाता है और समीकरण गति के शास्त्रीय समीकरण के समान ही होता है वास्तव में शास्त्रीय समीकरणों को उस रूप में लिखा जाता है जिसे Hamiltonian dynamics हैमिल्टनियन गतिकी के रूप में जाना जाता है और यदि मैं उन्हें लिखता हूँ जो मुझे इस पाठ्यक्रम के क्षेत्र से बाहर ले जाएंगे और इसलिए मैं उस पर आगे नहीं जा रहा हूँ ठीक है और नंबर 3 जब आप गति का समीकरण लिखते हैं और फिर उसके माध्यम से आप अपने समीकरणों को पहले की तरह करना शुरू करते हैं लेकिन मुझे यह बताना चाहिए कि matrix elements मैट्रिक्स अवयवों के लिए हल करना और अब जिसे हम मैट्रिक्स यांत्रिकी कहेंगे उस समय बहुत कठिन काम था वास्तव में हाइड्रोजन परमाणु समस्या का समाधान शायद कुछ संरक्षण सिद्धांतों का उपयोग करके किया गया था लेकिन यह बहुत आगे नहीं गया यह बहुत जटिल हो गया और इसलिए क्वांटम यांत्रिकी के आसान अनुप्रयोग को तरंग यांत्रिकी के विकास की प्रतीक्षा करनी पड़ी जिसे अगले व्याख्यान में शामिल किया जाएगा तो यह मैट्रिक्स यांत्रिकी का संक्षिप्त परिचय है और यह सप्ताह मैट्रिक्स यांत्रिकी के terms पदों में क्वांटम यांत्रिकी के औपचारिक विकास के लिए समर्पित रहा है और हम इस पर यहीं रुक जाते हैं और अगले सप्ताह से हम wave mechanics तरंग यांत्रिकी पर शुरू करते हैं